इस प्रकार हम एंबेडेड सिस्टम डिज़ाइन विद एआरएम के इस कोर्स के अंत में आ चुके हैं हमें पूरी उम्मीद है कि आपको यह कोर्स पसंद आया होगा हम आपको अलविदा कहने से पहले इस कोर्स के बारे में कुछ बातें बता दें इस कोर्स में हमने आपको एम्बेडेड सिस्टम डिज़ाइन के प्रायोगिक विकास पर एक व्यापक परिचय देने की कोशिश की है जैसा कि हमने देखा है कि हमने विषय पर सैद्धांतिक पहलुओं के बारे में बहुत कम बात की है अन्य पाठ्यक्रम हैं विषय पर बहुत अच्छी पाठ्यपुस्तकें हैं जो एम्बेडेड सिस्टम के डिजाइन के पीछे बुनियादी सिद्धांत की ओर ध्यान केन्द्रित करती हैं विभिन्न प्रकार के ट्रेडऑफ़ कैसे करने हैं सॉफ़्टवेयर कैसे डिज़ाइन करना है हार्डवेयर को कैसे डिज़ाइन करना है आप हार्डवेयर सॉफ़्टवेयर कोड डिज़ाइन कैसे करते हैं आदि लेकिन हमने आपको प्रायोगिक विकास संबंधी पहलुओं से परिचित कराने का प्रयास किया है इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य आपको सभी प्रकार के बोर्डों के बारे में सिखाना नहीं था जो कि बाजार में उपलब्ध हैं और ना ही आपको सभी प्रकार के सॉफ्टवेयर विकास प्रणालियों के बारे में बताना जो उपलब्ध हैं बल्कि हमने केवल कुछ उदाहरणों को ही लिया है हमने STM32 बोर्ड के बारे में बात की है हमने आर्डयूनो यूनो बोर्ड के बारे में बात की है जो बहुत प्रचलित विकास बोर्ड हैं और उनकी मदद से हमने यह प्रदर्शित करने की कोशिश की कि डिवाइस को इंटरफेस करना और कुछ आवश्यकताओं के अनुसार काम करने वाली प्रणालियों का निर्माण करना एक सरल कार्य है इस तरह के एक एम्बेडेड सिस्टम को डिजाइन करना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है यह वास्तव में बहुत सरल है हम आशा करते हैं कि प्रतिभागी हमारे साथ थे वे कुछ ऐसे बोर्डों के साथ वास्तविक रूप से प्रायोगिक प्रदर्शन में भी शामिल थे जो उनके पास उपलब्ध थे क्योंकि प्रायोगिक सत्र के बिना आप वास्तव में इस प्रक्रिया की सुंदरता और सादगी की सराहना नहीं कर सकते एक समय था जब हार्डवेयर डिजाइन वास्तव में बहुत बोझिल था लेकिन आज लोग ओपन सोर्स हार्डवेयर डिजाइन के बारे में बात करते हैं आप इन मॉड्यूलस को बाजार से खरीदते हैं ये वास्तव में बोर्ड के साथ इंटरफेस करने के लिए तुच्छ हैं जैसा कि मैंने पहले ही दिखाया है और असेंबली भाषा या मशीन भाषा में प्रोग्राम लिखना अब आवश्यक नहीं है आप C जैसी उच्च स्तरीय भाषा में लिख सकते हैं जो हमने देखा है अब सवाल यह है कि हमें एम्बेडेड सिस्टम के बारे में जानने की आवश्यकता क्यों है पहली और सबसे महत्वपूर्ण प्रेरणा यह है कि एम्बेडेड सिस्टम वास्तव में बड़े पैमाने पर हमारे पास आ रहे हैं हमने पहले से ही इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में बात की है वे जीवन के हर पहलू पर जंगल की आग की तरह फैल रहे हैं ऐसे स्थान हैं जहां वे वास्तव में बहुत तेजी से फैल रहे हैं ये क्रम विकास हमारे जीने के तरीके को प्रभावित कर रहे हैं जिनके बारे मे हम अपने दैनिक जीवन में संवाद करते हैं मुद्दा यह है कि हमें इस क्रांति में मूक दर्शक नहीं बने रहना चाहिए यही कारण है कि इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य आपको एम्बेडेड सिस्टम के विकास के पहलुओं का स्वाद देने की कोशिश करना था जैसे तकनीक की स्थिति क्या है जिसके साथ आप आज इस तरह की प्रणाली विकसित कर सकते हैं क्योंकि आने वाले कल के गैजेट और डिवाइस जो आज हम देखते हैं उनसे काफी अलग होंगे वे ज्यादातर प्रोग्राम करने योग्य होंगे और इसके लिए तकनीक के बारे में कुछ ज्ञान होना बहुत जरूरी है हमने हफ्तों तक जो कवर किया है बहुत जल्दी में हम उन बातों से हो कर चलते हैं पहले सप्ताह के दौरान हमने एम्बेडेड सिस्टम डिज़ाइन और विभिन्न ट्रेडऑफ़ के बारे में कुछ परिचयात्मक पहलुओं के बारे में बात की थी और साथ ही हमने एआरएम माइक्रोकंट्रोलर्स के आर्किटेक्चर के बारे में भी बात की थी दूसरे सप्ताह के दौरान हमने एआरएम इंस्ट्रक्शन सेट के कुछ दिलचस्प पहलुओं के बारे में और कुछ नवीनताओं के बारे में बात की जो इसमें शामिल की गई थी और हमने STM32 बोर्ड का अध्ययन किया और तीसरे सप्ताह में हमने AD कनवर्टर और DA कनवर्टर डिजाइन और विभिन्न आउटपुट डिवाइस सेंसर और एक्चुएटर्स के बारे में बात की वास्तव में उनमें से अधिकांश हमने प्रायोगिक प्रदर्शन सत्रों के माध्यम से दिखाए चौथे सप्ताह में हमने माइक्रोकंट्रोलर डेवलपमेंट बोर्ड और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट के बारे में बात की विशेष रूप से हमने दो बोर्डों STM32 और आर्डयूनो यूनो के साथ इंटरफेसिंग उदाहरण देखे और विशेष रूप से हमने 7 खंड एलईडी डिस्प्ले और एलसीडी डिस्प्ले इंटरफेसिंग पर विस्तृत चर्चा की 5 वें सप्ताह के दौरान हमने तापमान संवेदक LM35 प्रकाश निर्भर प्रतिरोधक यानी LDR स्पीकर और माइक्रोफोन जैसे विभिन्न प्रकार के सेंसरों के साथ प्रयोगों के बारे में बात की 6 वें सप्ताह में हमने बहुत संक्षेप में नियंत्रण प्रणाली के डिजाइन के बारे में विभिन्न प्रकार के कंट्रोल एल्गोरिदम आनुपातिक अभिन्न on off नियंत्रण आदि के बारे में बात की थी फिर हमने रिले का उपयोग कर कुछ प्रयोगों को देखा और साथ ही हम DC मोटर को माइक्रोकंट्रोलर मोटर की स्पीड सेंसिंग आदि से कैसे इंटरफेस कर सकते हैं इस प्रक्रिया में हमने यह भी सीखा कि STM32 बोर्ड के इंटरप्ट सिस्टम का उपयोग कैसे करें हमने देखा कि वास्तव में इस तरह के वातावरण में इंटरप्ट बेस्ड सॉफ्टवेयर विकसित करना एक बहुत ही सरल कार्य था और 7 वें सप्ताह में इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoTs के बारे में बहुत संक्षिप्त चर्चा हुई फिर होम ऑटोमेशन पर कुछ प्रयोग हुए थे यहां हमने विभिन्न संचार तकनीकों के बारे में भी सीखा मसलन GSM और हमने कुछ सरल अलार्म सिस्टमों के बारे में भी बात की जो कई प्रकार के टच सेंसर का उपयोग करते हैं इत्यादि और अंतिम सप्ताह में हमने देखा कि एक्सेलेरोमीटर कैसे काम करता है इसके विभिन्न एप्लीकेशनस क्या हैं विशेष रूप से हमने कुछ प्रयोगों पर ध्यान दिया जहां आपने ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के साथ ऐसे एक्सेलेरोमीटर डिवाइस को भी इंटरफ़ेस किया जहां हमने इसे मोबाइल फोन के साथ जोड़ा और मोबाइल फोन स्क्रीन पर कुछ संदेश प्रदर्शित किए और अंत में हमने गैस सेंसर के साथ कुछ प्रयोग किए जो कई एप्लीकेशनस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार का सेंसर है इससे पहले कि हम इस पाठ्यक्रम को समाप्त करें और आप सभी को अपने आप को और डॉ कमालिका दत्ता को भी अलविदा कह दें जो इस कोर्स में मेरी सह प्रशिक्षक थीं पूरी उम्मीद है कि यह पाठ्यक्रम आपके लिए उपयोगी था साथ ही विभिन्न लोगों के समर्थन को स्वीकार करना बहुत ही उचित होगा जिनके बिना यह पाठ्यक्रम रिकॉर्डिंग दिन प्रतिदिन का नियमित चलना आदि संभव नहीं होता सबसे पहले हम शिक्षण सहायकों यानी TAs के समर्थन को स्वीकार करते हैं जो पूरे पाठ्यक्रम से जुड़े हुए थे जिस तरह से आपने चर्चा मंच के माध्यम से हमारे साथ बातचीत की वह वास्तव में हम सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद और ज्ञानवर्धक अनुभव था और अंत में पूरी NPTEL team यहां IIT Kharagpur में और IIT Madras में सेंटर ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी में जो वास्तव में इस पूरे शो को चला रहे थे वे वास्तव में इस तकनीक को आप सभी तक पहुंचाने ज्ञान साझा करने में मदद करने और अनुभव को वास्तव में सुंदर और पुरस्कृत करने में सक्षम कर रहे हैं तो इन कुछ शब्दों के साथ हम आपको एक बार फिर धन्यवाद देते हैं और हम आपको भविष्य में फिर से देखने की उम्मीद करते हैं